नमस्ते इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉडल में हमने देखा है कि हम एक लचीले सब्सट्रेट पर एक पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर कैसे बना सकते हैं और यह पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर PEDOT PSS नामक एक कंडक्टिंग पॉलीमर से बना था यदि हम स्लाइड देखते हैं तो वह चरण I है जहां हम ऑक्सीकृत सिलिकॉन सब्सट्रेट लेते हैं चरण II जहां हमारे पास स्पिन लेपित PDMS है चरण III जहां हमारे पास क्रोम और सोने के पैटर्न का रूप है और चरण IV जहां हमने पीजो प्रतिरोधी बनाया है ये पीजो रेसिस्टर्स की एक सरणी है 18 नंबर यह उसी की एक एकल पीजो रोकनेवाला SEM छवि है अब हम देखेंगे कि हम इस पीजो रेसिस्टर पर सोने के पैड की इस विशेष सारणी को कैसे बना सकते हैं अब अगर मैं सेमीकंडक्टर पर धातु जमा करता हूं तो यह छोटा हो जाएगा यानी हमारे पास इंसुलेटिंग मैटेरियल होना चाहिए अगर मैं प्रक्रिया प्रवाह देखता हूं तो यह कैसा दिखेगा मेरे पास एक सब्सट्रेट है जिसे हमने पिछले मॉड्यूल में देखा है जिसमें PDMS है और उस PDMS पर इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड हैं जिस पर पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर PEDOT PSS हैं ये इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड या इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड नहीं हैं ये वास्तव में पैटर्न या संपर्क पैड हैं क्योंकि यह ऐसा है और फिर इस पर मेरे पास इस तरह का पीजो रेसिस्टर है यह एक क्रोम गोल्ड पैटर्न है मैं क्रोम सोना कहूंगा यह PDMS होगा और यह सिलिकॉन है इस सब्सट्रेट पर हम एक संपर्क पैड रखना चाहते हैं जो यहां पर बैठेगा जो सोने से संपर्क किया गया है लेकिन अगर मैं इस पर सीधे सोना जमा कर दूं तो यह कम हो जाएगा मैं इन्सुलेट सामग्री जमा करूंगा और यह इन्सुलेट सामग्री पैटर्न यह x क्रॉस होगा यह मेरी इन्सुलेट सामग्री है अगर मेरे पास यह है तो मैं कोट फोटोरेसिस्ट प्रतिरोध को स्पिन करूंगा और इस बार मैं कोट नेगेटिव फोटोरेसिस्ट को स्पिन करूंगा फिर मैं मास्क लोड करूंगा स्पिन कोटिंग नेगेटिव फोटोरेसिस्ट के बाद अगला कदम सॉफ्ट बेक होगा सॉफ्ट बेक के बाद यह एक नेगेटिव फोटोरेसिस्ट होगा तो मेरे पास एक बी फील्ड मास्क है और यह केवल संपर्क क्षेत्र को खोलेगा यह मेरा बी फील्ड मास्क है मेरा फोटोरेसिस्ट एक नेगेटिव फोटोरेसिस्ट है उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि हम यूवी प्रकाश के साथ वेफर को उजागर करेंगे यूवी प्रकाश के साथ वेफर को उजागर करते समय नेगेटिव फोटोरेसिस्ट का उपयोग किया जाता है अनपेक्षित क्षेत्र कमजोर होगा और उजागर क्षेत्र मजबूत होगा हमारे पास PDMS और इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड के साथ एक वेफर होगा जिसके ऊपर एक पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर है जिस पर इंसुलेटिंग सामग्री है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को PECVD की मदद से विकसित कर सकते हैं PECVDप्लाज्मा एन्हांस्ड केमिकल वेपर डेपोज़िशन के लिए है और फिर फोटोरेसिस्ट इस तरह होगा यह नेगेटिव फोटोरेसिस्ट है जैसा कि यहाँ देखें इन दो क्षेत्रों से फोटोरेसिस्ट एचड हो गया क्या यह नहीं है कि जब फोटोरेसिस्ट एचड हो जाता है तो मैं उसके नीचे सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हटा सकता हूं और नेगेटिव फोटोरेसिस्ट इस क्षेत्र से एचड किया गया है क्योंकि हमने b फील्ड मास्क का उपयोग किया है और नेगेटिव फोटोरेसिस्ट के लिए अनएक्सपोज्ड क्षेत्र कमजोर हो जाएगा पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट के लिए अनएक्सपोज्ड क्षेत्र पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट और नेगेटिव फोटोरेसिस्ट के बारे में बात करते हैं और पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट में अनएक्सपोज्ड क्षेत्र मजबूत हो जाएगा और नेगेटिव फोटोरेसिस्ट में अनएक्सपोज्ड क्षेत्र कमजोर हो जाएगा हमने नकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग किया है खुला क्षेत्र कमजोर है अगला कदम यह होगा कि मैं इस तरह से डीप करूंगा हार्ड बेक के बाद मैं इस वेफर को सिलिकॉन डाइऑक्साइड आदि में डुबो दूंगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह बफर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या BHF है जब मैंने BHF में यह वेफर किया तो मेरे पास यह पैटर्न होगा क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एचड हो जाएगा यह x पैटर्न सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए है यह क्रोम सोना है यह सिलिकॉन है और यह PDMS है इसमें ऑक्सीकृत सिलिकॉन हो सकता है अगला कदम यह है कि मुझे सिलिकॉन डाइऑक्साइड पर क्रोम सोना जमा करना है लेकिन उससे पहले हमें फोटोरेसिस्ट को हटाना होगा इसके बाद अगला कदम में हम वेफर को उजागर करते हैं और हम फोटोरेसिस्ट विकसित करते हैं फिर हार्ड बेक करना होता है हार्ड बेक के बाद वेफर को सिलिकॉन डाइऑक्साइड में डुबाना होता है जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड एचड हो जाता है तो फिर इस वेफर को एसीटोन में डुबाना हैं जिससे वेफर से r फोटोरेसिस्ट छीन लिया जाएगा अगला कदम है जमा क्रोम सोना फिर जमा धातु क्रोम सोना और क्रोम सोना डॉट पैटर्न द्वारा दिखाया गया है हम प्रदर्शन करेंगे हम उसी पैटर्न का उपयोग करेंगे अब अगला कदम यह होगा कि मैं इस कोट को स्पिन करूंगा यहां एक छोटी सी जगह बनने दें यह आसान हो जाता है अगला कदम तब होगा जब मैंने अपनी PVD पद्धति फिजिकल वेपर जमाव का उपयोग करके क्रोम सोना जमा कर दिया है फिर कोट पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट को स्पिन करूंगा फिर सॉफ्ट बेक करते हैं फिर मास्क लोड करूंगा और मुखौटा ऐसा होगा कि उसके पास इस तरह का एक पैटर्न होगा मैं अपना सोना कॉन्टैक्ट पैड्स से बचा रहा हूं जो यहाँ पैटर्न में देख सकते है जो मेरा मास्क है और मैं फोटोरेसिस्ट को इस क्षेत्र के संपर्क में आने की अनुमति दे रहा हूं या नहीं बचा रहा हूं क्योंकि मैं इस क्षेत्र के नीचे सोने की रक्षा करना चाहता हूं और यह क्षेत्र सोने का पैड बनेगा इसके बाद मैं यूवी प्रकाश के साथ वेफर को उजागर करूंगा फिर फोटोरेसिस्ट डेवलपर का प्रदर्शन करें फिर फोटोरेसिस्ट डेवलपिंग करें उजागर क्षेत्र से फोटोरेसिस्ट विकसित हो जाएगा अनक्सपोज़्ड क्षेत्र मजबूत होगा क्योंकि इस बार सकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग करना है अब हमारे पास एक फोटोरेसिस्ट होगा जो इस क्षेत्र में संरक्षित किया जाएगा यह मेरी सकारात्मक फोटो प्रतिरोधी है अगला कदम यह है कि इस वेफर को सोने में डुबो दे फिर उसे धो दे और फिर डीप करेंगे इसके बाद एक हार्ड बेक होता है 120 डिग्री 1 मिनट प्रति प्लेट और उसके बाद वेफर को गोल्ड में डुबोया जाता है फिर वेफर को धोया जाता है फिर वेफर को क्रोम में छोड़ दिया जाता है वेफर को धो दिया जाता है और क्या होगा यह पैटर्न होगा जहां क्रोम सोना एचड हो गया है जो उस क्षेत्र में है जिसे फोटोरेसिस्ट द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था यह क्रोम सोना है अगला कदम में इस वेफर को एसीटोन में डुबो दूंगा जब मैं इस वेफर को एसीटोन में डुबाऊंगा तो फोटोरेसिस्ट को हटा दिया जाएगा जब फोटोरेसिस्ट को हटा दिया जाता है तो वेफर इस तरह का एक पैटर्न है जो मेरे पैटर्न नंबर VI हैं और इस विशेष प्लेटफॉर्म के समान दिखता है हमारे पास PDMS और PEDOT PSS के साथ एक स्ट्रेन गेज था जिस पर हमारे पास इन्सुलेट सामग्री है जो चरण संख्या V है और फिर हमने फोटोलिथोग्राफी का प्रदर्शन किया है और संपर्क हटा दिया है फिर क्रोम सोना जमा किया जाता है और हमने सोने के पैड बनाने के लिए पैटर्न तैयार किया है अगला कदम SU 8 स्तंभ बनाना है मैं अब स्पिन कोट करूंगा हम अब बढ़ेंगे हमारे कदम के लिए SU 8 है हम क्या करेंगे हम स्पिन कोट करेंगे हम SU 8 को स्पिन करेंगे क्योंकि SU 8 एक पॉलीमर है और यह एक नेगेटिव फोटोरेसिस्ट के रूप में कार्य करेगा मैं इस विशेष सब्सट्रेट पर SU 8 को स्पिन कोट करूंगा जिसे हम इस सब्सट्रेट को सब्सट्रेट करते हैं यह एक अल जब मैं सब्सट्रेट पर SU 8 को स्पिन करता हूं SU 8 नकारात्मक फोटोरेसिस्ट है इस सोने के पैड में से प्रत्येक पर एक SU 8 स्तंभ होना चाहिए जैसा कि यहां देख सकते हैं मैं सोने के पैड पर SU 8 की रक्षा करना चाहता हूं SU 8 एक स्तंभ है हम इन खंभों को ठीक कर रहे हैं जब हम स्पिन कोटर का उपयोग करके SU 8 को कोट करते हैं तो अगला कदम केवल केंद्र में SU 8 की रक्षा करना होगा मैं लोड करूंगा मैं निश्चित रूप से SU 8 में सॉफ्ट बेक का प्रदर्शन करूंगा SU 8 एक नकारात्मक फोटोरेसिस्ट के रूप में कार्य करता है हम कोट स्पिन करते हैं अगला कदम सॉफ्ट बेक 90 डिग्री पर 1 मिनट के लिए गर्म थाली सॉफ्ट बेक ये 65 डिग्री पर किया जाता है गर्म प्लेट पर समय के लिए यह समय SU 8 की मोटाई पर निर्भर करता है फिर एक यूवी एक्सपोजर होता है फिर डेवलपर और फिर हार्ड बेक हार्ड बेक को 1 मिनट के लिए हॉटप्लेट पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक किया जाता है इस मामले में 65 डिग्री सॉफ्ट बेक फिर यूवी एक्सपोज़र फिर हार्ड बेक फिर से तापमान 95 डिग्री सेंटीग्रेड है समय हॉटप्लेट पर SU 8 की मोटाई पर निर्भर करता है देखें यह अंतर है सॉफ्ट बेक UV एक्सपोजर डेवलपर और फिर हार्ड बेक यहां सॉफ्ट बेक UV एक्सपोजर हार्ड ब्रेक और डेवलपर में अंतर है जब हम SU 8 के बारे में बात करते हैं तो याद रखना होगा कि SU 8 x एक नकारात्मक फोटोरेसिस्ट है इसका मतलब है कि खुला क्षेत्र कमजोर होगा और उजागर क्षेत्र मजबूत होगा अब हमारे पास एक मास्क होगा हम जानते हैं कि SU 8 x एक नकारात्मक फोटोरेसिस्ट है और हम केंद्र में SU 8 की रक्षा करना चाहते हैं हम b फ़ील्ड मास्क का उपयोग करेंगे और b फ़ील्ड मास्क का उपयोग करके हम SU 8 की परत की रक्षा कर रहे हैं जिसे हम SU 8 डेवलपर में विकसित नहीं करना चाहते हैं यह कैसे होता है क्योंकि SU 8 एक नकारात्मक फोटोरेसिस्ट होगा यदि SU 8 यह नकारात्मक फोटोरेसिस्ट है तो जो क्षेत्र उजागर नहीं होता है वह कमजोर होगा अगर मैं इस मास्क का उपयोग करता हूं तो यह काम करेगा क्या यह काम करेगा यह काम नहीं करेगा क्योंकि हम इस साइट से SU 8 को हटा रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं हम यहां खंभे चाहते हैं हमारे मास्क का पैटर्न इस तरह सही होना चाहिए जो क्षेत्र उजागर नहीं होगा वह कमजोर होगा क्योंकि SU 8 नकारात्मक फोटोरेसिस्ट के समान काम करता है अब अगर मैं इस मास्क का उपयोग करता हूं और अगर मैं UV को उजागर करता हूं तो UV प्रकाश के लिए फोटोरेसिस्ट क्या होगा अगर मैं इस वेफर को विकसित करता हूं तो मेरे पास सिलिकॉन वेफर PDMS इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड स्ट्रेन गेज होगा फिर इंसुलेटिंग लेयर हमारा SI o 2 है और यह हमारा मेटल कॉन्टैक्ट पैड भी है और अब जब मैं इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड कहता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह इंटरडिजिटेटेड है यह वास्तव में संपर्क इलेक्ट्रोड है मान लीजिए यह एक संपर्क इलेक्ट्रोड है इस पर क्या है यहाँ सोने के पैड रख दो यहां एक सोने का पैड है और इस पर अब SU 8 है जो यूवी प्रकाश के संपर्क में है और यह मास्क है अगर हम इस पैटर्न का उपयोग करते हैं तो हमारे पास सोने के पैड पर SU 8 होगा SU 8 यहीं रहेगा यह गोल्ड पैड है ये कॉन्टैक्ट पैड हैं फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉन्टैक्ट पैड फिर से यह PDMS होगा यह सिलिकॉन है इस SU 8 स्तंभ की क्या भूमिका है अगर मैं इस क्षेत्र में एक बल लागू करता हूं तो SU 8 स्तंभ एक बल ट्रांसड्यूसिंग तंत्र के रूप में कार्य करेगा इन स्ट्रेन गेज पर SU 8 के माध्यम से बल लगाया जाएगा एक और बात यह एसयू 8 स्तंभ प्रवाहकीय हो क्योंकि यहां देखें कि क्या इसके नीचे एक सोने का पैड है और SU 8 स्तंभ के साथ प्रवाहकीय हो जाता है यदि यह प्रवाहकीय हो जाता है तो यह एक साथ SU 8 स्तंभ और सोने के पैड इलेक्ट्रोड 1 के रूप में कार्य करेगा यदि SU 8 प्रवाहकीय है SU 8 सोने के पैड के साथ इलेक्ट्रोड 1 बन जाएगा SU 8 की दूसरी भूमिका है जब मैं बल लगाता हूं तो यह बल स्ट्रेन गेज तक पहुंच जाएगा जो कि पीजो रेसिस्टर है जो कि SU 8 पिलर के माध्यम से एक पीजो रेसिस्टर PEDOT PSS है अब यह कैसे झुकेगा हम देखेंगे कि इस सिलिकॉन सब्सट्रेट की वजह से बल कब लगाना है अगर मैं सिलिकॉन के लिए आवेदन करता हूं तो झुकेगा नहीं और वह यह है कि मुझे सिलिकॉन नहीं चाहिए मैं किसी समय सिलिकॉन को हटा दूंगा अगला कदम क्या है अब हमें SU 8 को प्रवाहकीय बनाना है और उसके लिए मैंने लिफ्ट ऑफ तकनीक नामक एक प्रक्रिया सिखाई है हम अपनी लिफ्ट ऑफ तकनीक का उपयोग करें और इस SU 8 को धातु से कोट करें कि SU 8 और SU 8 के नीचे का गोल्ड पैड इलेक्ट्रोड 1 हो जाएगा यहां स्लाइड पर देखते हैं मैं इसे फिर से खींचूंगा यह आसान हो जाएगा और हम वहां से शुरू करेंगे यह सिलिकॉन सब्सट्रेट है सिलिकॉन सब्सट्रेट पर PDMS है यह r PDMS है यह r सिलिकॉन है फिर हमारे पास संपर्क पैड या संपर्क इलेक्ट्रोड हैं फिर हमारे पास PEDOT PSS स्ट्रेन गेज है फिर इन्सुलेट सामग्री है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड द्वारा है यह एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड है यह एक PEDOT PSS है यह एक संपर्क पैड होगा और फिर मेरे पास यहां सोने का पैड है जिस पर मेरे पास SU 8 स्तंभ है यह SU 8 है यह सोना है तो SU 8 प्रवाहकीय होना चाहते हैं हम लिफ्ट ऑफ तकनीक का उपयोग करेंगे SU 8 सामग्री को कोट करेंगे और लिफ्ट ऑफ तकनीक में हम सब कुछ फोटोरेसिस्ट के साथ कोट करेंगे और यह सकारात्मक फोटोरेसिस्ट होगा मुझे इस डिजाइन का उपयोग सकारात्मक फोटोरेसिस्ट करे और यह एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है अब इसके बाद हम इस क्षेत्र में एक विंडो खोलेंगे और यह क्षेत्र फोटोरेसिस्ट को बचाएगा सकारात्मक फोटोरेसिस्ट के बाद हम सॉफ्ट बेक करेंगे सॉफ्ट बेक के बाद हम मास्क और लोड मास्क को इस तरह से लोड करेंगे कि हम इस क्षेत्र में सकारात्मक फोटोरेसिस्ट की रक्षा करेंगे और केंद्र क्षेत्र जिसमें SU 8 है हम फोटोरेसिस्ट की रक्षा नहीं करेंगे यह फोटोरेसिस्ट क्षेत्र देखें SU 8 क्षेत्र से थोड़ा बड़ा है उद्घाटन खिड़की की ओपनिंग SU 8 क्षेत्र से थोड़ी चौड़ी है यह r मास्क है बी फील्ड मास्क अगली बार UV लाइट के साथ वेफर को एक्सपोज करना होगा उसके बाद वेफर विकसित करना है वेफर विकसित करने के लिए मास्क उतारना है जब वेफर विकसित करना है तो क्या होगा क्योंकि एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है जो क्षेत्र उजागर नहीं होता है वह मजबूत हो जाएगा जो क्षेत्र उजागर नहीं होगा वह मजबूत हो जाएगा जो क्षेत्र उजागर होता है वह कमजोर हो जाएगा अब हमारे पास सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है और यहां हमने खिड़की खोली है एक खिड़की है जिसे हमने खोल दिया है अब हम हर जगह सोना या धातु जमा करेंगे क्रोम सोना asr क्रोम सोना हर जगह जमा करेंगे और फिर अगला कदम हम इस वेफर को एसीटोन में डुबो देंगे अगर मैं इस वेफर को एसीटोन में डुबो दूं तो एसीटोन फोटोरेसिस्ट को हटा देगा क्योंकि यह सकारात्मक फोटोरेसिस्ट स्ट्रिपर है जब यह फोटोरेसिस्ट को हटाता है तो यह इसके ऊपर की धातु को उठा लेगा और जिस धातु में इसे सीधे SU 8 पिलर पर जमा किया जाता है वह बरकरार रहेगा इसका मतलब है कि जब मैंने इस वेफर को एसीटोन में किया तो फोटोरेसिस्ट इस तरह हर जगह से एचड हो जाएगा और मैं धातु को SU 8 स्तंभ पर लेपित करूंगा धातु को SU 8 स्तंभ पर एक कोट मिलेगा अब नीचे एक सोने का जोड़ा देखें जिसके ऊपर SU 8 था और अब SU 8 धातु के साथ लेपित है इसका मतलब है SU 8 और सोना पैड एक साथ इलेक्ट्रोड 1 बन जाएगा अब हमारे पास क्या है हमारे पास PEDOT PSS से बना एक तनाव गेज है हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जो सोने के पैड से बना है और SU 8 जो धातु के साथ लेपित है जो प्रवाहकीय हो जाता है और अगला कदम PDMS को बंद करने के लिए होगा अगर मैं सिलिकॉन सब्सट्रेट से PDMS को हटा दूं तो क्या होगा यह इस तरह होगा अब मेरे पास एक लचीला सेंसर है जिस पर PEDOT PSS एकीकृत पीज़ोरेसिस्टिव सामग्री या पीज़ोरेसिस्टिव सेंसर हैं और मेरे पास इलेक्ट्रोड 1 है जो SU 8 की मदद से बनता है जो एक सोने के पैड पर चल रहा है और स्ट्रेन गेज जो PEDOT PSS से बना होता है एक इन्सुलेट सामग्री द्वारा अलग किया जाता है जो इलेक्ट्रोड से सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है इलेक्ट्रोड और PEDOT PSS को बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड द्वारा अलग किया जाता है कोई शॉर्टिंग नहीं है ऐसा करते समय देखें कि हमारे पास VI के बाद है हमारे पास स्पिन लेपित SU 8 और पैटर्न SU 8 स्तंभ हैं फिर लिफ्ट ऑफ तकनीक के साथ हमने सोना लेपित किया है जो आठवीं है और अंत में हमने PDMS को सिलिकॉन सब्सट्रेट से हटा दिया है यह एक लचीला सेंसर बन जाएगा जैसा कि इस योजनाबद्ध में दिखाया गया है सेंसर तस्वीरों में देखा जाए तो यह फ्लेक्सिबल सेंसर है यहां भी और यहां भी अगर आप इस खास फोटो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि तीन कॉन्टैक्ट पैड होते हैं तीन संपर्क पैड यहां दो संपर्क इसके लिए दो संपर्क और r SU 8 स्तंभ के लिए एक संपर्क इस लाइन की तरह इसके लिए एक संपर्क एक और बात ध्यान देगी यह 1 2 और 3 है इस तरह यह 1 है यह 2 है और यह 3 है एक और बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि रेखाएं सीधी नहीं होती हैं ये इस तरह लहराती रेखाएँ हैं यह एक लहरदार रेखा है जो सीधी नहीं है क्योंकि अगर मेरे पास सीधी रेखा है अगर सामग्री लचीली है तो फिल्म में बहुत तनाव होगा और फिल्म टूट जाएगी दरार से बचने के लिए हमने संपर्क पैड डिजाइन किए हैं और इस विशेष फैशन में जोड़ने वाली रेखाएं हैं हम जिन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं वह इस विशेष सेंसर के केंद्र में है हमारे पास 8 पीजो प्रतिरोधक हैं और हमारे पास 8 इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड का मतलब है SU 8 जो एक सोने के पैड के ऊपर चल रहा है यह हमारा एक इलेक्ट्रोड है वैसे ही 8 इलेक्ट्रोड हैं जैसा कि इस विशेष आकृति में देखा जा सकता है हम जो कह रहे थे उसके केंद्र में r 8 पीजो रेसिस्टर और r 8 इलेक्ट्रोड सहित सभी सेंसर हैं अब इस लचीले सेंसर को समझने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं या यह एक अन्य शब्द तकनीकी शब्द फेनोटाइपिंग टिश्यू गुण है फेनोटाइपिंग हम दो प्रकार के फेनोटाइपिंग करेंगे एक विद्युत संकेतों और यांत्रिक गुणों की विद्युत समझ है आइए देखें कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं अब यहां देखिए यह इलेक्ट्रोड जिसे हमने गढ़ा है लचीला है जो कि यह जुड़ा हुआ है इनमें से 8 है यह सेंसर है यह एक कोन से जुड़ा है टिप इस साइट पर है यह सभी 8 जो SU 8 खंभे देखते हैं नीचे की तरफ होंगे और एक कोन जैसा यह और सेंसर जुड़ा हुआ है ये सभी कनेक्टिंग तार हैं जो इस विशेष आकृति पर देख सकते हैं और अब यह कुछ दबा रहा है जो कांच पर संपर्क पैड हैं कांच पर इस संरचना के होने का क्या अर्थ है यह क्या है यह एक मेष संरचना है यदि आप इसे देखते हैं तो ये टिश्यू कोर रखने के लिए माइक्रोग्रिड या जाल हैं अगर मैं इस पर टिश्यू लोड करता हूं तो यह आंकड़ा है इसे कैसे बनाया जाए यह एक चरणीय फोटोलिथोग्राफी तकनीक है यह ग्लास स्लाइड पर है एक जाली है हम इसे कैसे बना सकते हैं एक ग्लास स्लाइड लें फिर उस पर कोट मेटल जो कि r क्रोम गोल्ड है फिर स्पिन कोट फोटोरेसिस्ट पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट फिर मास्क का उपयोग करें बी फील्ड मास्क जो इस तरह से हैं फिर UV प्रकाश के साथ वेफर को बेनकाब करें UV प्रकाश हम वेफर को उजागर करते हैं वेफर को उजागर करने के बाद इस ग्लास वेफर को विकसित करें ग्लास वेफर विकसित करते समय क्षेत्र में r क्रोम सोना और r फोटोरेसिस्ट संरक्षित होगा जो उजागर नहीं हुआ था क्योंकि यह एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट है फिर इस वेफर को क्रोम में डुबोएं उसके बाद DI रिंस करें फिर गोल्ड और उसके बाद DI रिंस करें जब उस विशेष प्रक्रिया को करना है तो उस क्षेत्र से क्रोम सोना एचड किया गया है जो सकारात्मक फोटोरेसिस्ट द्वारा संरक्षित नहीं था और जिस क्षेत्र को फोटोरेसिस्ट द्वारा संरक्षित किया गया था उसे बचाया या संरक्षित किया जाएगा इस के बाद हार्ड बेक है फिर क्रोम सोना करना है फोटोलिथोग्राफी चरणों को याद रखना है अब अगर मैंने इस वेफर को एसीटोन में किया तो फोटोरेसिस्ट बंद हो जाएगा और मुझे पैटर्न मिल जाएगा और यह पैटर्न बहुत आसान है अब समझें कि जब मैं दबा रहा हूं तो एक कोन होता है जो एक माइक्रोमैनिपुलेटर से जुड़ा होता है और ये इस कोन पर 8 खंभे हैं अगर मैं इस तरह एक अलग रंग का चयन करता हूं तो इस टिश्यू को दबाने वाले 8 स्तंभ हैं और यह माइक्रोग्रिड पर ब्रेस्ट टिश्यू कोर है जब मैं माइक्रोमैनिपुलेटर की मदद से इस टिश्यू को दबाऊंगा तो क्या होगा यहां MP 285 माइक्रोमैनिपुलेटर हैं यह कोन एक ग्लास स्लाइड से जुड़ा है यह ग्लास स्लाइड MP 285 माइक्रोमैनिपुलेटर से जुड़ा है जब इसे इंडेंट करें तो क्या होगा जब इसे टिश्यू की लोच के आधार पर इंडेंट किया जाता है तो सेंसर झुक जाएगा हालांकि यह एक लचीला सेंसर है अगर मैं सेंसर का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ एक आयत का उपयोग करता हूं जब मैं एक बल लगाता हूं तो आयत इस तरह झुक जाएगी क्योंकि यह एक PDMS सामग्री है जब यह बल लगाने पर झुकेगा तो पीजो रेसिस्टर के कारण प्रतिरोध में परिवर्तन होता है जो कि r PEDOT PSS है और अब अगर मैं एक वोल्टेज लागू करता हूं तो यह एक संचालन सामग्री है यह इलेक्ट्रोड 2 होगा इलेक्ट्रोड 1 पहले से ही जानता है यह r इलेक्ट्रोड 1 है इलेक्ट्रोड 1 r AU पैड के साथ r SU 8 सामग्री है और इलेक्ट्रोड 2 नीचे इलेक्ट्रोड होगा जिस पर टिश्यू लोड हो रहे हैं अब जब मैं इलेक्ट्रोड 2 के बीच एक वोल्टेज लागू करता हूं जो कि निचला इलेक्ट्रोड 1 है जो कि r SU 8 स्तंभ है जिसमें r सोना pad हैं टिश्यू के प्रतिरोध के आधार पर करंट बदल जाएगा अगर मैं इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2 के बीच वोल्टेज लागू करता हूं टिश्यू के प्रतिरोध के आधार पर धारा प्रवाहित होगी अब हम टिश्यू को दबाकर लोच को माप सकते हैं और हम टिश्यू के प्रतिरोध को भी माप सकते हैं यह टिश्यू के विद्युत यांत्रिक गुणों के एक साथ माप का लाभ है और इस डेटा में यहां देख सकते हैं कि एक सामान्य के लिए और IDC के लिए जो इनवेसिव डक्टल कार्सिनोमा और स्ट्रोमल क्षेत्रों के बारे और उसी तरह IDC और सामान्य के लिए भी सीख सकते हैं यहां एक उल्टा माइक्रोस्कोप है और एक उल्टे माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है ताकि उस मुद्दे को देख सकें जहां इसे माइक्रोग्रिड पर रखा गया है यह इस विशेष मॉड्यूल की अंतिम स्लाइड है अगली कक्षा में हम देखेंगे कि हम एक स्टेप को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो कि केवल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ही नहीं कर सकता है लेकिन हम भी कर सकते हैं या हम थर्मल गुण थर्मल विशेषताओं या थर्मल विशेषताओं को भी समझ सकते हैं इसका मतलब है कि यह कठोरता या लोच को मापेगा यह प्रतिरोध को मापेगा और यह तीनों चीजों की तापीय चालकता को मापेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और थर्मल होगा हम देखेंगे और वह टिश्यू के तीन गुणों को समझने के लिए फिर से सिलिकॉन चिप पर डिजाइन करेगा जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और थर्मल हैं स्तन कैंसर क्या है और स्तन कैंसर के प्रकार क्या हैं और यह कैसे भिन्न है यह समझने के लिए वीडियो देखेंगे इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो यह भी अलग है उसी तरह जब मस्तिष्क के टिश्यू के बारे में बात की जाती है तो लिवर टिश्यू अलग होते है पेट के टिश्यू अलग होते हैं क्या हम किसी बीमारी के बेहतर निदान के लिए मौजूदा बायोमार्कर के अलावा विद्युत यांत्रिक और थर्मल तौर तरीकों का उपयोग कर सकते हैं यह हमारा विचार है यह एक बायोसेंसर या कैंसर सेंसर है अगली कक्षा में एक बायोचिप के निर्माण को देखेंगे जो एक साथ तीन गुण कर सकता है धन्यवाद